डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के मॉड्यूल 16 में आपका स्वागत है जो अंतिम मॉड्यूल तीसरे सप्ताह के साथ बंद हुआ विशेष रूप से तीसरे सप्ताह में हमने एसक्यूएल करने के संदर्भ में कर सकते हैं अब हमारा अगला कार्य इसे अधिक उचित पूर्ण रिलेशनल डेटाबेस डिज़ाइन होगी जिन्हें हमें समझने की आवश्यकता है हम धीरे धीरे इसे विकसित करेंगे और यह चर्चा पांच मॉड्यूलों को पूरा करेगी जिन्हें पूरा करने में हमें पूरा सप्ताह लगेगा इसलिए मौजूदा मॉड्यूल का उद्देश्य रिलेशनल डिज़ाइन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा पेश करेंगे ये उसके लिए मॉड्यूल की रूपरेखा हैं इसलिए अच्छे रिलेशनल के साथ शुरू करने के लिए आइए एक उदाहरण लेते हैं मान लीजिए हमने इंस्ट्रक्टर के संदर्भ में चर्चा की थी यह सिर्फ इन दोनों को एक साथ रख रहा है अब सवाल यह है कि क्या आप इस डेटा में यह जानकारी दोहराई जाएगी तो यह बहुत अच्छी स्थिति नहीं है यह एक अच्छी स्थिति नहीं है क्योंकि इस तरह की स्थिति आमतौर पर डेटाबेस केवल एक ही स्थान पर किया जा सकता है तो यह केवल यह नहीं है कि अगर इस अतिरेक के लिए नामांकित किया गया था तो इस तरह की अतिरेक केवल इन क्षेत्रों से था इसलिए मुझे यहाँ से आइंस्टीन जानकारी के बीच एक व्यापार है आपके प्रश्नों का उत्तर देने के संदर्भ में उच्च लागत होने की संभावित स्थिति इसलिए यह कोर डिजाइन मुद्दों में से एक है जिसे हम शुरू करेंगे तो आइए हम कुछ और बातों पर ध्यान दें इन उदाहरणों में हम कहते हैं कि हम स्कीमा से आते हैं लेकिन हम देख सकते हैं कि इस मामले में कोई पुनरावृत्ति या अनावश्यक जानकारी नहीं है इसलिए यह ध्यान दिया जाता है कि पुनरावृत्ति के संदर्भ में या अतिरेक आवश्यक रूप से हमेशा खराब होता है इसलिए विभिन्न स्थितियों का आकलन करना होगा इसलिए यदि हम दूसरे पक्ष को देखना चाहते हैं कि यदि हम जैसा कि मैंने कहा है कि यदि हम स्कीमाके संदर्भ में भिन्न हो सकते हैं यदि दो रिकॉर्ड तय नहीं करता है इसलिए चूंकि यह नहीं है इसलिए जब इस कुंजी बनाएं तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हम एक विशेष आईडी में और सवाल यह है कि जब मैं यह सम्मिलित करता हूं तो क्या मुझे मूल जानकारी वापस मिल जाती है या मैं कुछ जानकारी खो देता हूं एक उदाहरण देखिए तो यहाँ संयुक्त उदाहरण का एक उदाहरण है और मेरे पास दो अलग अलग आईडी में नहीं है

तो आप देख सकते हैं कि स्वाभाविक रूप से मुझे चार रिकॉर्ड नहीं है

तो आप देख सकते हैं कि यह फिर से एक काल्पनिक उदाहरण है जो तीन ऐट्रिब्यूट्स करता हूं जब मैं जॉइन से शामिल होने की लागत होगीउन सवालों के जवाब देने की इच्छा होती है अगला जो हम देखते हैं वह यह है कि रिलेशन्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है हम मानते हैं कि यदि वे अविभाज्य हैं तो ऐट्रिब्यूट्स हैं जो कई मूल्यवान हैं तो ऐसा नहीं है इसलिए यदि हम कहते हैं कि हमारे पास संभावित मूल्य इस तरह हैं तो यदि हम उन्हें केवल स्ट्रिंग हो सकते हैं इसलिए मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है आप क्या कर सकते है आप इन टेलीफोन नंबर्स आदि नहीं हो सकते तो यह वास्तव में एक अच्छा विकल्प नहीं है तो दूसरा तरीका यह हो सकता है कि हर टेलीफोन नंबर होने की संभावनाएं हैं इसलिए एक तरीका यह हासिल किया जा सकता है कि हम उस सिद्धांत का पालन करते हैं जो हमने E r मॉडलिंग और हम बाद में देखेंगे यह भी 2 NF और 3 NF है लेकिन यह भविष्य की कहानी है अब आखिरकार हम इस बात के मूल में आते हैं कि गणितीय सूत्रीकरण जो डेटाबेस को कार्यात्मक दक्षता के रूप में जाना जाता है मैंने सिर्फ डिपार्टमेंट है तो स्वाभाविक रूप से R इन सभी का संघ में बदल रहे हैं इसलिए हमें गारंटी देने की जरूरत है कि इनमें से हर एक R1 R2 Rn अच्छे फॉर्म एक फंक्शनल डिपेंडेंसी पर समान हो तो दो लोगों दो पंक्तियों को पूरी तरह समान होना चाहिए तो कुंजी है तो हमें औपचारिक रूप से परिभाषित करते हैं कि R को एक रिलेशनल के सभी संभावित अतीत वर्तमान और भविष्य के उदाहरणों की आवश्यकता है इसलिए इस पर विचार करें यदि आप एक रिलेशन के मूल्य का क्या होता है इसलिए हम कहेंगे कि B → A इस उदाहरण में है इसलिए फंक्शनल डिपेंडेंसी यदि हम देखते हैं तो हम जानते हैं कि department name → building इसलिए ये फंक्शनल डिपेंडेंसी निर्माण के संदर्भ में प्रतिनिधित्व करते हैं इसलिए हम फंक्शनल डिपेंडेंसी R पर है इसलिए एक रिलेशन पर मिलान न करने वाली विशिष्ट प्रविष्टियाँ हो सकती हैं इसलिए इसे इसी तरह विशिष्टता में देखना होगा हम कहते हैं कि एक फंक्शनल डिपेंडेंसी से मेल खाना चाहिए इसलिए यदि दाएं हाथ की ओर की ऐट्रिब्यूट्स कहा जाता है इसलिए अगले कुछ स्लाइड्स होने के लिए होता है ये एक और उदाहरण हैं तो ये केवल उनके माध्यम से जाते हैं अपने आप को यह समझाने की कोशिश करें कि ये फंक्शनल डिपेंडेंसी की जा सकती हैं

फंक्शनल डिपेंडेंसी है और हम F द्वारा प्रतिनिधित्व करते हैं तो F जरूरी F का एक सुपरसेट है यहाँ उस उपरोक्त उदाहरण में यह F है और यह है F इसलिए हम फंक्शनल डिपेंडेंसी की धारणा पेश की है जिस पर हम अधिक निर्माण करेंगे और अच्छे परिणामों के लिए बहुत ठोस रणनीति बनाने की कोशिश करेंगे